नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ हम चर्चा कर रहे हैं प्रबंध सेवाएँ और समकालीन मुद्दे l पिछले हफ्ते हम कुछ चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे सेवा की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण सेवा व्यवसाय में उत्पन्न होती हैं अमूर्तता और विषमता हमने इस तरह की समस्याओं का अध्ययन किया जैसे कि गैर सुस्पष्टता या अमूर्तता या सामान्यता इत्यादि और हमने इस बात पर भी चर्चा की कि प्रक्रिया का प्रबंधन सेवा प्रक्रिया द्वारा कैसे किया जाता है ब्लू प्रिंट बनाकर प्रक्रिया को मैप करके प्रक्रिया प्रवाह को समझना कैसे हम उन बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं जहां स्पर्श बिंदु जहां सेवा विफल हो सकती है या ग्राहक भ्रम हो सकता है और इसलिए हम उनका उपयुक्त संचार बना सकते है जो चुनौती का समाधान करें हमने यह भी देखा कि प्रचार ग्राहक को कैसे अलग कर सकता है Iयह सेवा के उचित उपयोग के लिए ग्राहक को ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर सकता है ताकि सेवा प्रदाता सेवा उपभोक्ता के साथ मिलकर सेवा समाधान तैयार कर सके यदि ग्राहक सेवा प्रक्रिया में होने से पहले ही उचित ज्ञान प्रवाह हो चुका है इसलिए हमने मूल रूप से 6 7 में से दो P को देखा P है कि हमने सेवा व्यवसाय के लिए चर्चा की है ये दो P हैं प्रचार और हमारी प्रक्रिया सेवा प्रक्रिया असंगति और विषमता के कारण सेवा में निर्मित अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम इन दोनों P का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं आज हम सेवा विशेषताओं के कारण बनाई गई अद्वितीय चुनौतियों पर और हम उन चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं इस विषयपर एक और सेट पर चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए पहला विषय जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वह है परिवर्तनीय मांग और सिमित क्षमता अब पहला सवाल जो हम उठाते हैं वह है मांग में बदलाव जो सभी व्यवसायों में है इसलिए हम जानते हैं कि दिवाली के दौरान गहने के लिए या मिठाई के लिए या कपड़ों के लिए या विभिन्न प्रकार के उपहार आइटम के लिए मांग उच्च स्तर पर होगा इसलिए सेवा की स्थिति में क्या खास है अगर मांग में भिन्नता है मांग भिन्नता है गर्मी के दिनों में सर्दियों के कपड़ों की मांग नहीं होती है तो उत्पादों के लिए मांग में बदलाव मौसमी होने के कारण हैं किसी विशेष प्रकार के उत्पाद की उच्च स्तर की मांग हो सकती है जो एक फैशन उत्पाद या सनक उत्पाद है मोबाइल फोन के किसी विशेष मॉडल के लिए कई लोगों की कतार हो सकती है और कई कई लोग रिलीज के पहले सेट को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और इसी तरह इसलिए मांग की परिवर्तनशीलता सभी व्यवसाय में है तो सेवा व्यवसाय के मामले में ऐसा क्या खास है जहाँ हम इसे चुनौतियों के अनूठे सेट के रूप में देखते हैं शेष दो सेवा विशेषताओं में सेवा में क्या अलग है वो है अविभाज्यता और अस्थिरता तो इसलिए चाहे आप हेयर कट की तलाश में हैं या आप किसी विशेष समय पर फिल्म देखना चाहते हैं या आप अपना दंत चिकित्सा उपचार डेंटल ट्रीटमेंट सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर दंत चिकित्सक या फिल्म प्रक्षेपण डेंटिस्ट या मूवी प्रोजेक्शन या फिजियोथेरेपिस्ट या व्यक्तिगत सैलून चाहते हैं और आपको एक सेवा उपभोक्ता के रूप में होना चाहिए एक ही समय और अंतरिक्ष फ्रेम के भीतर एक ही जगह काम करते हैं तो यह अविभाज्य हिस्सा है एक परिणाम के रूप में अगर विमान ने पहले ही उड़ान भर ली है और उस सेवा में 26 पद खाली हैं तो सेवा के अवसर चले गए यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसलिए अगर मांग है जो उपलब्ध क्षमता से अधिक है लाल ज़ोन जिसे आप इस आरेख में अपने सामने देखते हैं जहां मांग अधिकतम उपलब्ध क्षमता के शीर्ष पर है फिर सेवा प्रदाता के लिए वह व्यावसायिक अवसर और उपभोक्ता के लिए सेवा की खपत का अवसर हमेशा के लिए चला गया यह है नाशवान प्रकृति इसलिए परिणामस्वरूप हम वस्तुसूची इन्वेंट्री नहीं बना सकते हैं जो हम गहने के मामले में कर सकते हैं जो हम मिठाई के मामले में कर सकते हैं उपहारों का खर्च सर्दियों के कपड़े बनाम गर्मियों के कपड़े के मामले में हम प्रवाह में भिन्नता का प्रबंधन करने के लिए हमारी सूची हमारे स्टॉक का प्रबंधन कर सकते हैं यह स्टॉक और प्रवाह काउंटर संतुलन सेवा के मामले में मुश्किल है क्योंकि सेवा अविभाज्य है सेवा विनाशशील हैं इसलिए हम ज्यादातर मामलों में स्टोर नहीं कर सकते हैं अब तकनीक के साथ हम अतिरिक्त अवसर बनाने में सक्षम हैं हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे हम सेवा प्रस्ताव को स्वयं बदलने में सक्षम हैं और मांग के इस विशाल स्तर का प्रबंधन करते हैं या कुछ मामलों में हम विपणन रणनीतियों के साथ ही मांग का प्रबंधन करने में सक्षम हैं साथ ही हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे लेकिन यहां तक कि कुछ विस्तार के लिए हम इन चुनौतियों को सामान्य रूप से संबोधित कर सकते हैं प्रमुख चुनौती रहता है कि सेवा व्यवसाय में चर मांग और बाधा क्षमता चुनौतियों का एक अनूठा सेट है ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेवा व्यवसाय में क्षमता कई रूप ले सकती है यह उस समय के संदर्भ में हो सकता है जिसका अर्थ है एक विशेष शो या एक विशेष कॉन्सर्ट एक विशेष वर्ग इसलिए जो किसी विशेष स्थान पर या उसी स्थान पर किसी विशेष समय सीमा में विद्यमान है एक सभागार में छह शो हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं किसी भी शो में कोई भी अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो सकती है वे सभी पूर्ण हो सकते हैं अगर यह बहुत लोकप्रिय फिल्म है तो क्षमता समय के संदर्भ में हो सकती है क्षमता अंतरिक्ष के संदर्भ में हो सकती है यह दो का संयोजन हो सकता है और तीसरा तत्व वे लोग हैं जो सेवा या उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं जिन्हें सेवा होने के लिए वहाँ होना चाहिए इसलिए ग्राहकों के आगमन के संबंध में समय की एक विशेष सेट में जगह की उपलब्धता के बीच एक बेमेल हो सकता है तो सैलून दोपहर के घंटों के दौरान खाली पड़ा हो सकता है और हो सकता है शाम के समय 20 लोग इंतजार कर रहे हैं इसलिए तो समय लोग अंतरिक्ष ये तीन तत्व और अन्य सभी संबंधित तत्व हैं इन सभी को सेवा का इष्टतम स्तर प्रदान करने के लिए प्रबंधित करने की आवश्यकता है अब सेवा के इष्टतम स्तर का यह प्रावधान सेवा व्यवसाय प्रबंधन चुनौती है जहाँ हम दक्षता के साथ साथ इष्टतमता दोनों की तलाश कर रहे हैं अब अधिकतम क्षमता अवधारणाओं के अनुसार यह इष्टतम अवधारणा क्या है तो इस आरेख में जैसा कि आप देख सकते हैं कि भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में अधिकतम क्षमता हो सकती है लेकिन लोगों की सेवा क्षमता के कारण कुछ अन्य बाधाएं हो सकती हैं तो यदि आप प्रदान किए गए भोजन डिलीवरी जाहिर है समीकरण के दो पक्ष हैं एक मांग पक्ष है और दूसरा क्षमता पक्ष है का समय आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राहक को उपभोग करने के लिए सीटों की संख्या और समय को देखते हैं तो वहाँ एक संभावना है कि सैद्धांतिक रूप से एक घंटे में 300 लोगों को एक रेस्तरां में भोजन खिलाया जा सकता है अब वह अधिकतम क्षमता इष्टतम क्षमता के लगभग बहुत करीब हो सकती है तो इसका मतलब है इस अधिकतम रेखा और इस हरी रेखा के बीच के आरेख में आप जो अंतर देख सकते हैं वह इष्टतम रेखा यह बहुत संकीर्ण हो सकती है फास्ट फूड जॉइंट कहने के मामले में क्योंकि बहुत सारी सेवाएं या तो स्वयं सेवा प्रकार की हैं या सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती हैं जहां मशीनें या स्वचालन एक बड़ा हिस्सा निभाते हैं लेकिन अन्य प्रकार की सेवा हो सकती है जैसे कि ठीक भोजन यह न केवल तालिकाओं की संख्या पर निर्भर है यह आदेश दिए गए भोजन के प्रकार पर निर्भर करेगा अलग अलग व्यंजन तैयार करने में लगने वाला समय शेफ की संख्या की उपलब्धता वेटरों की संख्या और अन्य प्रकार के सर्वरों की उपलब्धता जैसे स्टूवर्स और खिदमतगार स्टूवर्स और परोसनेवाला सर्वरI और इसलिए जब हम इन सभी तत्वों को एक साथ लेते हैं तो संरचनात्मक रूप से सीट वार की संख्या अधिकतम क्षमता उस क्षमता के समान नहीं हो सकती है जो हम उच्च गुणवत्ता स्तर के लिए प्रदान कर सकते हैं क्योंकि इसमें अन्य तत्वों की संख्या शामिल है इसलिए हमारा उद्देश्य यह देखना है कि हम इष्टतम स्तर और अधिकतम क्षमता के बीच इस अंतर को कैसे कम कर सकते हैंजितना अधिक हम उतना बेहतर कर सकते हैं और जाहिर है हम इस भिन्नता को प्रबंधित करना चाहते हैं क्योंकि आप इस चोटी और गर्त को देखते हैं ताकि यदि किसी प्रकार का औसत मांग स्तर है तब हम चाहते हैं कि औसत मांग स्तर जितना संभव हो उतना इष्टतम मांग स्तर के करीब हो और हम इष्टतम स्तर और अधिकतम स्तर के बीच के अंतर को भी कम करना चाहते हैं और जाहिर है हम यह गर्त नहीं चाहते हैं और अगर यह कुछ हद तक होना है तो हम इस स्तर को ऊपर उठाना चाहेंगे ताकि यह यथासंभव कम से कम हो इसलिए ये तीन चुनौतियां हैं जितना संभव हो उतना कम उपयोग के अवसरों को कम करें इष्टतम स्तर को अधिकतम स्तर के करीब लाएं और देखें कि यथासंभव मांग का औसत स्तर और मांग का इष्टतम स्तर एक दूसरे के करीब हैं और हमें इस परिवर्तनशील मांग को पूरा करने की क्षमता को या तो समायोजित करना होगा या हमें समय में इसे स्थानांतरित करके इसे अंतरिक्ष में शिफ्ट करने या किसी प्रकार की उल्लेखनीय सूची बनाने की मांग का प्रबंधन करना होगा उदाहरण के लिए यदि नियत अवधि के दौरान लोगों को निश्चित रूप से व्यस्त रखा जाता है तो नियुक्तियों को तय करने पर दंत चिकित्सक की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकता है इसलिए जैसे ही एक रोगी का इलाज किया जाता है अगला रोगी चिकित्सक से मिलने के लिए तैयार होता है या जब चिकित्सक छुट्टी ले रहा होता है तो अन्य गतिविधियाँ होती हैं जो चिकित्सा सहायकों द्वारा की जाती हैं या हम किसी प्रकार की प्रक्रिया रेखा बनाते हैं जहां एक मरीज के सबसे महत्वपूर्ण भाग के लिए डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा है जो रूट कैनाल ऑपरेशन का जटिल हिस्सा हो सकता है अन्य रोगी तैयार हो रहे हैं वे सफाई की गतिविधियां कर रहे हैं वे दर्द निवारक इंजेक्शन गतिविधि में हैं ये पहले से ही इस प्रक्रिया में हो सकते हैं और हम गतिविधि की समानांतर रेखाएँ बनाने की क्षमता को विभाजित करके वहाँ ऐसा कर सकते हैं हम रोगियों का एक इष्टतम स्तर या अच्छी संतुष्टि स्तर पर उच्च संख्या को संभालने का प्रबंधन कर सकते हैं तो आइए हम ऐसे व्यवसायों में कुछ दिलचस्प तरीकों पर नज़र डालते हैं जो एयरलाइन की तरह भंगुरताविनाशशीलता पेरिशैबिलिटी के लिए विकसित होते हैं जहाँ अगर विमान अधिक खाली सीटों के साथ उड़ान भरती है तो यह एक नुकसान है जो सीधे वित्तीय परिणामों में जाता है इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है भले ही अगली उड़ान पूर्ण हो क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी उड़ानें पूर्ण हों इसलिए यदि एक उड़ान ने आधे को खाली छोड़ दिया है जो एयरलाइनों के वित्तीय परिणामों पर एक स्थायी प्रभाव है अब एयरलाइंस ने ऐसा क्या किया है और यह मानक तकनीकों में से एक है जो कई व्यवसायों में उपयोग कर सकते हैं विशेष रूप से उन व्यापारों में जहां आधारभूत संरचना निवेश एक उच्च लागत है जैसे एयरलाइन की कीमत लाखों डॉलर करोड़ों रुपये है और जहां कुछ पूरक बढ़ाने वाली सेवाएं बनाना संभव है जिनके द्वारा हम अलग अलग कीमतें चार्ज कर सकते हैं और क्या हम मांग के विभिन्न समूह बना सकते हैं तो हम कहते हैं यह दरें सिमित करना और मांग के समूह बनाना है तो इस आरेख में आप देखते हैं कि एयरलाइन ए कैसे वे अलग अलग समय की सीटें बनाते हैं इसलिए व्यापार सीटें दो या तीन अर्थव्यवस्था सीटों की जगह ले सकती हैं लेकिन व्यवसाय सीटें एक इकोनॉमी सीट या भ्रमण अर्थव्यवस्था की सीट की तुलना में राजस्व को दोगुना या तिगुना कर सकती हैं तो वहाँ के रूप में आप देख सकते हैं कुछ के साथ कुछ क्षमता का भंडारण करके स्ट्रेचेबल सीट और अन्य खाद्य और पेय सेवा आदि आप बहुत अधिक बना सकते हैं एक ही उड़ान में क्षमता के एक विशेष भाग के लिए राजस्व का स्तर तो यह एक ही विमान है जो दिल्ली से लंदन के लिए एक ही उड़ान सेवा प्रदान करती है लेकिन उसी उड़ान के भीतर हम बहुत अधिक राजस्व की जेब बढ़ा सकते हैं सेवा को बढ़ाकर या कुछ अतिरिक्त सेवा प्रदान करके विभिन्न मांगों का निर्माण लेकिन विभिन्न राजस्व धाराएँ लेकिन यह भी देखें कि क्षमता कितनी लचीली है ये सभी सीटें हैं कारतूस की तरह इन सीटों में से अधिकांश आसानी से प्लगेबल हैं या आप आसानी से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं इसलिए अलग अलग पिचों का निर्माण करके इसका मतलब है सीटों के बीच की दूरी और प्लगिंग द्वारा विभिन्न प्रकार की सीटों में एयरलाइन अक्सर आर्थिक वर्ग या भ्रमण अर्थव्यवस्था प्रधान अर्थव्यवस्था व्यवसाय और प्रथम श्रेणी के बीच क्षमता वितरण को बदलती हैं तो अगर वहाँ एक और अधिक पहले क्लास की सीटें बहुत अच्छी हैं इसलिए वे प्रथम श्रेणी की सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं या इकोनॉमी सीटों की संख्या को कम करती हैं अगर बिजनेस क्लास की सीटों की मांग कम है तो वे इसमें से कुछ को बाहर कर सकते हैं वे कुछ बिजनेस क्लास सीट क्षेत्रों और प्लग इन या कभी कभी सेवा स्तर को बदल सकते हैं और अक्सर उन्हें अर्थव्यवस्था यात्रियों के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं कभी कभी एक बफर रखा जाता है जहां अगर कोई प्रवाह होता है या यदि अर्थव्यवस्था से उच्च स्तर की मांग है तो आप उन्हें शिफ्ट करें व्यवसाय बफर क्षेत्र हैं लेकिन सीटें व्यवसाय प्रकार के हैं और वे आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं बेहतर भोजन पेय और अन्य सुविधाओं जैसी उन्नत अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे फिल्म आदि या अगर अब अर्थव्यवस्था सीट चलाने के लिए अतिप्रवाह है अधिक मांग हैआप उन्हें सेवा का अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान कर सकते हैं और क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रबंधन कर सकते हैं इसलिए स्प्लिट सुविधाओं का निर्माण करके एयरलाइनें लचीली क्षमता का निर्माण करती हैं जैसे कि कई मल्टीप्लेक्स आगे की फिल्मों के लिए करते हैं पहले समय की सीमा में एक विशेष फिल्म दिखाने के लिए ऑडिटोरियम तय किया जाता था अब उनके पास कई स्क्रीन हैं और इनमें से कई मामलों में ये भाग ऑडिटोरियम के पास हैं विभिन्न स्क्रीन उनकी लचीली क्षमता होती है इसलिए यदि बहुत अधिक मांग में कोई विशेष फिल्म है फिर ऑडिटोरियम एक और ऑडिटोरियम दो को एक बड़ी सुविधा की पेशकश की जा सकती है या शायद सभागार दो भाग का हिस्सा सभागार एक में जोड़ा जा सकता है और 2 3 सप्ताह के लिए जब वह फिल्म चरम मांग के स्तर पर होगी तो आप एक बड़ी सुविधा दे रहे हैं या अधिक आसानी से फिल्में ऑडी एक में शुरू हो सकती हैं जिसमें सीटों की संख्या अधिक है और दो सप्ताह बाद जब कागजात की मांग कम हो जाती है तो आप इसे ऑडी दो में स्थानांतरित कर सकते हैं और ऑडी में एक अगली फिल्म ला सकते हैं जो फिर से मांग के उच्च स्तर पर है और एक ही सुविधा को विभिन्न प्रकार के प्रसाद और विभिन्न प्रकार की दरों के साथ विभाजित करने और समान क्षमता के भीतर लचीली क्षमता बनाने का एक और उदाहरण है l तो इस तरह हम खिंचाव और सिकुड़न तंत्र द्वारा सेवा करने में सक्षम हैं बाहरी संरचना समान रह सकती है लेकिन इसके भीतर हमारे पास सेवाओं के विभिन्न स्तर हैं या लंबी और छोटी अवधि के लिए सुविधाएं या प्रक्रिया में खर्च की गई राशि को कम करना कुछ अतिरिक्त प्रक्रिया धाराओं का निर्माण करके जैसा कि हमने मोतियाबिंद संचालन या दंत चिकित्सक प्रक्रियाएंके मामले में चर्चा की हम मांग की क्षमता को समायोजित कर सकते हैं कभी कभी हम एक करीबी बना सकते हैं आप इस आरेख को जानते हैं जो हमने पहले देखा था कि हम अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करके इष्टतम स्तर और अधिकतम स्तर के बीच की खाई को समायोजित करने की क्षमता का मिलान कर सकते हैं जो कि क्षमता को समायोजित करता है जो इन सभी क्रॉस ट्रेन कर्मचारियों का उपयोग करता है अंशकालीन कर्मचारी या ग्राहकों से पूछते हैं कि ग्राहक इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं या कुछ सुविधाओं को जोड़ सकते हैं जिन्हें किराए पर या साझा किया जा सकता है और इसी तरह So of course therefore if there is a demand variation one approaches we do nothing we accepted as a fact of life and but that is not very affordable these days इसलिए निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण है कि एक मांग भिन्नता है हम कुछ नहीं करते हम इसे जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन यह इन दिनों बहुत सस्ती नहीं है तो हमें करना होगा इसलिए कुछ अन्य कार्य करें तो अब हम किन कार्यों को देख सकते हैं क्या हम मांग पक्ष में ले सकते हैं इसलिए हम पीक अवधि के दौरान मांग को कम करना चाहते हैं और इसे दुबला अवधि के लिए ले आओ तो रेस्तरां आपको खुश घंटों की घोषणा करके प्रदान करते हैं जहां मंदी अवधि में आपको शिखर अवधि की तुलना में कुछ बेहतर दर मिलती है वैकल्पिक रूप से आप वास्तव में पीक अवधि के लिए कुछ प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं इसलिए फिल्म के बारे में भी अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म की रिलीज के सप्ताहांत के दौरान तो शुक्रवार शनिवार रविवार आप अधिक शुल्क लेते हैं और ग्राहक वह भुगतान करने के लिए तैयार हैं जो लोग उन पहले दो तीन दिनों के दौरान इसे देखने के लिए उत्सुक हैं वे उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं या आप एक तत्काल टिकट बना सकते हैं जहाँ कोई व्यक्ति जो कल यात्रा कर सकता है यदि रिक्त सीटें उपलब्ध हैं तो वे अधिक भुगतान कर सकते हैं और उन सीटों को प्राप्त कर सकते हैं तो ये वो जगह हैं जहाँ आप वास्तव में या तो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं या आप मंदी अवधि के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश कर सकते हैं दोनों मांग प्रबंधन कर रहे हैं या हम वास्तव में समय के आरक्षण की नियुक्ति प्रणाली बना सकते हैं या हमारे पास एक कतार हो सकती है ये सभी एक तरह से सेवा प्रणाली में कुछ अस्थायी इन्वेंट्री बनाने की मांग का प्रबंधन कर रहे हैं आमतौर पर यह नाशवंत है तो आरक्षण प्रणाली नियुक्ति प्रणाली कतार प्रणाली ये सभी मांग के प्रबंधन के उदाहरण हैं आप प्रक्रिया परिवर्तन के साथ संयोजन में इस प्रबंध मांग को भी देख सकते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी एयरलाइनों को दो घंटे पहले चेक करने के कारण एक होता है उड़ान का समय सभी एयरलाइंस उड़ान समय से दो घंटे पहले जांच करती हैं वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वे जानते हैं कि समय के साथ ग्राहक का आगमन अलग अलग होगा इसलिए वे एक बफर टाइम ज़ोन बनाते हैं ताकि ग्राहक एक घंटे के अंतराल पर पहुंच सके इसलिए फ्लाइट सुबह 11 बजे उड़ान भर रही है कुछ ग्राहक 9 बजे चेकिंग करेंगे कुछ 930 बजे आएंगे तो तक 10 तक एक समय है जब वे ग्राहक इकट्ठा करेंगे और उन्हें स्टोर करेंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब आप बाहर से चेक इन करते हैं तब आप सुरक्षा से गुजरते हैं और गेट पर जाते हैं जहां फिर से एक लोगो का जमाव इंतजार कर रहे होते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि जब ११ बजे की घड़ी में आप उड़ान के लिए तैयार होते हैं या २२११ को उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं तो उस समय तक सभी विमान यात्री वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपके पास एक लंबा बोर्डिंग गैप नहीं है आप उस विमान का इंतजार नहीं कर रहे हैं यात्रियों के आने का इंतजार नहीं करना है जो करना अधिकांश समय सबसे महंगा है इसलिए आप जोर देते हैं कि चेकिंग दो घंटे पहले है इसलिए लोग 9 और 10 के बीच आ सकते हैं और फिर वे 10 से 1040 के बीच गेट तक जा सकते हैं और सभी 1040 पर सवार होने के लिए तैयार होंगे इसलिए कि 20 मिनट के भीतर हम विमान को लोड कर सकते हैं और मुख्य समय में सामान लोड किया गया है इसलिए 11 बजे तक उड़ान भर सकते हैं इसलिए ये अलग अलग धाराएं बना रहे हैं इसलिए कई प्रक्रिया चरणों का प्रबंधन करके कतारों का प्रबंधन करके जहां क्षमता और मांग के बीच एक मैच बनाने में सक्षम हैं बेशक जब हम क्षमता का विभाजन करना चाहते हैं जैसा कि मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था एयरलाइन्स इकोनॉमी शीट बिज़नेस शीट इसे कीमत के साथ एक साथ हाथो हाथ जाना पड़ता है जिसे हम सिमित दरें करना रेट फेंसिंग कहते हैं कभी कभी हम इसे उत्पाद तत्वों को बदलकर भी कर सकते हैं यह एक दिलचस्प उदाहरण है एक समय में ओलंपिक खेलों को देखने के इच्छुक कई लोग थे या विंबलडन खेल या कई अन्य खेल प्रतियोगिताएं और जाहिर है अगर एक विशेष टेस्ट मैच भारत और पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ और आपको टिकट नहीं मिल सके तब आप अवसर खो देते हैं या यदि आप ओलंपिक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नहीं होते हैं या तैराकी जिसमें आप रुचि रखते हैं आप अवसर को खो देते है अब यह एक विशेष स्थिति है जहां मांग क्षमता से बहोत अधिक है तो यह वह जगह है जहां वास्तव में लाल हिस्सा बहुत बड़ा है और उपलब्ध क्षमता के संबंध में इस शिखर की मांग का मिलान करना हमेशा मुश्किल था क्योंकि यदि आपने उस चरम मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाया तो बाकी समय यह खाली पड़ा रहेगा तो यह होगा कि चोटी और गर्त के बीच बड़ा अंतर था तो यह एक दिलचस्प उदाहरण है जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विशेष रूप से टीवी और उस सुविधाओं पर इंटरनेट स्ट्रीमिंग ने खेल की प्रकृति को एक साथ बदल दिया है अब बहुत अच्छा टेलीविजन कवरेज या इंटरनेट कवरेज उपलब्ध है और स्पोर्ट्स बार या स्पोर्ट्स पब या स्पोर्ट रेस्तरां जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग जो अतिरिक्त मांग के एक बड़े कूबड़ में बहते हैं इन विभिन्न प्रकार के मनोरंजन केंद्रों में फैले हुए हैं बहुत बड़ी स्क्रीन आपको एक ही खेल दिखाती है जिसमें जैसे भोजन पेय पदार्थ आदि अतिरिक्त मनोरंजन सुविधाओं के साथ निजी स्थान की तरह दोस्तों के साथ जोड़ा जाता है और इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग लाखों लोग एक ही गेम इवेंट का आनंद लेते हैं और गेम टेलीविज़न विज्ञापनों के अंतराल पर प्रायोजन द्वारा बहुत अधिक पैसा कमाते हैं और इसलिए अधिक लोग संतुष्ट हैं और अधिक सेवा प्रदाता या अधिक मनोरंजन करने वाले समृद्ध हैं तो यह एक अच्छी जीत है सेवा को बदलकर बनाई गई स्थिति जीत इसलिए हमें संक्षेप में बताएं इसलिए हम एक ही होटल में रेट फेंसिंग का निर्माण कर सकते हैं और हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे जब हम सेवा मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे जो अन्य पी है और क्योंकि विभिन्न प्रकार की मांगों में अलग अलग लोच है इसलिए व्यापार यात्री उदाहरण के लिए वे मूल्य निर्धारण से इतने प्रभावित नहीं हैं तो वहाँ मांग की लोच कम है इसलिए कमोबेश यह मांग y अक्ष के लगभग स्थिर होगी दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के मामले में प्रोत्साहन प्रदान करके बहुत बड़ी भिन्नता पैदा की जा सकती है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम किसी मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे कि ये क्षमता प्रबंधन और मूल्य प्रबंधन एक साथ कैसे काम कर सकते हैं